नमस्कार मित्रों कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन कोर्स में आपका सभी का स्वागत है हम टारगेट पर आधारित ड्रग डिजाइन विषय को जारी रखेंगे इसका मतलब है कि लक्ष्य पर छोटे मॉलिक्यूल्स की डॉकिंग को देखना तो लक्ष्य एक एंजाइम हो सकता है तो ड्रग इन्हींबीटर या अवरोधक हो सकती है यह एक प्रतिवर्ती अवरोधक या रिवर्सबल इन्हींबीटर अपरिवर्तनीय अवरोधक या इरिवर्सबल इन्हींबीटर हो सकती है लक्ष्य एक रिसेप्टर हो सकता है तो ड्रग एगोनिस्ट या ऐन्टैगनिस्ट हो सकती है लक्ष्य एक आयन चैनल सकता है तो आप आयन चैनल अवरोधक के रूप में ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं लक्ष्य एक ट्रांसपोर्टर हो सकता है तो हम उद्ग्रहण या अप्टेक इन्हींबीटर को डिजाइन कर सकते हैं टारगेट एक डीएनए हो सकता है तो ड्रग एक इंटरकेलेटिंग माइनर ग्रूव बाइन्डर ड्रग एंटीसेन्स ड्रग्स हो सकती है तो लक्ष्य के आधार पर आप अपनी ड्रग को इन्हींबीटर या एगोनिस्ट या ब्लॉकर या अप्टेक इन्हींबीटर या इंटरकेलेटिंग एजेंट या माइनर ग्रूव बाइन्डर और वास्तव में इसी प्रकार का कहते हैं यदि आप उस एंजाइम को देखें तो आपके पास प्रतिस्पर्धी अवरोध गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध एलोस्टेरिक आदि हो क्या सकते हैं तो इसको देखिए आपके एंजाइम आप सभी ने अपने जैव रसायन या एंजाइम प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा हमारे पास एक एंजाइम है हमारे पास एक्टिव साइट है और फिर हमारे पास सब्सट्रेट है तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जैसा कि आप देख सकते हैं फिर वह उत्पाद या प्रोडक्ट बना रहा है इस तरह से यहां चीजें होती हैं और तो जब आपके पास प्रतिस्पर्धी अवरोधक होता है तो अवरोधक जाता है और एक्टिव साइट पर यहां जुड़ता है तो यह एक एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि सब्सट्रेट आकर जुड़ न सके यह इस स्थान या संदर्भ से लिया गया है तो यह एक प्रतिस्पर्धी है क्योंकि आपकी ड्रग आपके सब्सट्रेट से एक्टिव साइट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है यदि आप एलोस्टेरिक अवरोधक या गैर प्रतिस्पर्धी अवरोधक को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है अवरोधक किसी अन्य साइट पर जुड़ रहा हो सकता है न कि सब्सट्रेट साइट किसी अन्य साइट पर इसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है ऐसा करने से एक्टिव साइट गड़बड़ा जाती है या एंजाइम या प्रोटीन की संरचना गड़बड़ा जाती है तो यह सब्सट्रेट को जुड़ने में सक्षम नहीं होता है तो यह एक और तरीका है जिसके द्वारा ड्रग्स कार्य कर सकते हैं तो ड्रग्स जाते हैं और जुड़ सकते हैं उदाहरण के लिए सल्फा ड्रग्स उस एक्टिव साइट से जुड़ती है जहां सब्सट्रेट जैसे पैरा अमीनो बेंज़ोइक एसिड जाता है और जुड़ता है तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जाने में सक्षम नहीं है और तो सल्फा ड्रग्स प्रतिस्पर्धी हैं जबकि यदि आप कुछ अन्य ड्रग्स लेते हैं कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स तो वे जाते हैं और एक एलोस्टेरिक अवरोधक के रूप में जुड़ते हैं और इसप्रकार एंजाइम की गतिविधि को रोकते हैं और सब्सट्रेट के एक्टिव साइट पर बंधन को भी रोकते हैं तो अपने लक्ष्य आधारित तरीके में हम क्या करते हैं हम लक्ष्य की पहचान करते हैं इसका मतलब है कि हम रोग प्रक्रिया के बारे में जानते हैं यानी कि मैं कौन सा एंजाइम या रिसेप्टर या आयन चैनल को लक्षित करना चाहता हूं और फिर हम डीएनए और प्रोटीन श्रंखला 2 आयामी संरचना को जानते हैं या प्राप्त करते हैंजैसे कि हमने तब देखा फिर प्रोटीन की संरचना और कार्य को देखें चिकित्सीय अवधारणाओं को जानवरों में सिद्ध करना होगा हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग को जांचने के लिए तरीका बनाना होगा मास स्क्रीनिंग मास स्क्रीनिंग और फिर एक या अधिक लीड स्ट्रक्चर्स का चयन करें तो यदि मुझे लक्ष्य प्रोटीन का पता है तो मैं एक्टिव साइट को जानता हूं और तो मैं बड़ी संख्या में मॉलिक्यूलस को डिजाइन या स्क्रीन कर सकता हूं ताकि वे जाएं और बहुत अच्छे से जुड़े तो यह ताले के लिए एक चाबी खोजने की तरह है तो हम सैकड़ों चाबीयों की जांच करते हैं और पता करते हैं उस एक विशेष चाबी का जोकि इसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए और ताले को खोल दे तो जीवन बहुत आसान है मेरे पास मेरे प्रोटीन या लक्ष्य की 3 आयामी संरचना है मुझे एक्टिव साइट भी पता है लेकिन जीवन हमेशा इतना आसान नहीं होता तो दूसरा तरीका यह है कि मुझे प्रोटीन श्रंखला या सीक्वेंस पता है तो इसका मतलब है की मैं ३ आयामी संरचना नहीं जानता तो मैं क्या करूं मैं होमोलॉजी मॉडलिंग नामक कुछ करता हूं और फिर अपनी रुचि के प्रोटीन की 3 आयामी संरचना बनाता हूं होमोलोजी मॉडलिंग एक अन्य प्रोटीन जिसमें श्रंखला समानता है के संबंध में बनाई जाति है हमने श्रंखला समानता के बारे में कुछ समय पहले बात की थी यह समान ताले के आकार से एक ताले का निर्माण करने जैसा है तो यह एक ताला है जो मेरे पास है मैं कुछ अन्य समान तालो के आधार पर निर्माण करना चाहता हूं एक बार जब मैं ऐसा कर लेता हूं तो मुझे यहां अपने लक्ष्य का प्रोटीन मिल जाता है तो 3 डी संरचना का निर्माण होता है फिर मैं चाबी बनाता हूं इसका मतलब है कि फिर से मुझे लिगैंड आधारित डॉकिंग करना होगा और चाबी को पहचानना होगा तो मैं प्रोटीन श्रंखला के और समान प्रोटीन संरचनाओं के आधार पर प्रोटीन लक्ष्य की 3 डी संरचना बनाता हूं और फिर मुझे चाबी बनानी होगी तीसरा तरीका यह हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे लाइगैंड्स हैं जो इस विशेष प्रोटीन पर काम करते हुए लग रहे हैं हैं यह ऐसा है जैसे मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं जो ऐसा लगता है कि ताला खोल देंगी तो मुझे अपनी बाइंडिंग की एक्टिव साइट की 3 डी संरचना लेनी होगी इन सभी चाबियों की संरचनाओं के आधार पर तो मेरे पास बहुत सी चाबियां हैं और फिर इन चाबियों के आकार और आकृति के आधार पर मैं यह अनुमान लगाने की कोशिश करूंगा कि एक्टिव साइट इस की आकार और आकृति क्या होगी तो यह एक और तरीका हो सकता है तो ये सभी अलग अलग तरीके हैं जिनका लक्ष्य आधारित डिजाइन में पालन होता हैं तो यह तरीका आम तौर पर सामान्य है हमारे पास हमारी रुचि के प्रोटीन की 2 आयामी श्रंखला अमीनो एसिड श्रंखला हो सकते हैं तो हम उस की होमोलॉजी 3 डी संरचना तैयार करते हैं और एक बार जब मेरे पास 3 डी संरचना होती है तो श्रंखला समानता के आधार पर मैं उसका संशोधन करूंगा और फिर मैं निर्मित प्रोटीन की एक्टिव साइट पर डेटाबेस के विभिन्न लिगैंड के साथ डॉकिंग कर सकता हूं तो कई सॉफ्टवेयर्स हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर कमर्शियल सॉफ्टवेयर नहीं हैं लेकिन वे ऑटोडॉक करते हैं यह एक सबसे अच्छा तरीका है यह शैक्षणिक समुदाय के लिए फ्री है एक सबसे अच्छा फिर हमारे पास डॉक है यह भी शैक्षणिक समुदाय के लिए मुफ्त है फिर हमारे पास बायोसॉल्व फ्लेक्सएक्स नो एफआरईडी नंबर एस ग्लाइड no As Glide फिर नंबर गोल्ड no GOLD नंबर आईसीएम तो कई कमर्शियल सॉफ़्टवेयर हैं जिनमें हमें भुगतान करना होगा उनकी अलग अलग दरें हो सकती हैं कमर्शियल दर शैक्षणिक समुदाय के लिए या उद्योग के लिए दर लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे कि ऑटोडॉक एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जो डॉकिंग कर सकता है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तो हम इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं मुझे खुशी है कि मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा की डॉक कैसे करते हैं असल में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस को ऑटोडॉक करें httpautodockscrippsedu यह स्वचालित डॉकिंग टूल का एक सूट है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि यह डिज़ाइन किया गया है बताने के लिए कि कैसे छोटे मॉलिक्यूल्स एक रिसेप्टर से जुड़ते हैं यह बाइंडिंग एनर्जी की गणना कर सकता है तो हमारे पास AutoDock 4 AutoDock Vina है जो यह काम कर सकता है फिर हमारे पास स्विस डॉक है wwwswissdockch यह एक और मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो डॉकिंग का काम कर सकता है दोनों बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा मैं आपको ऑटोडॉक और स्विस डॉक दोनों का उपयोग करके डॉकिंग करने के कुछ उदाहरण दिखाऊंगा यह ऑटोडॉक है तो हम ऑटोडॉक वर्जन 4 को डाउनलोड कर सकते हैं और शिक्षाविदों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि यह मुफ़्त है ताकि हम बिना किसी समस्या के इसका उपयोग कर सकें और यह एक सबसे अच्छा है हमारे पास स्विस डॉक नाम से भी कुछ है और वह फिर से एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है आप डॉकिंग कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डॉकिंग कर सकते हैं हम दोनों लिगैंड दे सकते हैं यहाँ हम लक्ष्य प्रोटीन दे सकते हैं यहां हम लिगैंड दे सकते हैं और फिर हम आपके जॉब का एक नाम दे सकते हैं हम ईमेल आईडी दे सकते हैं और फिर मुझे परिणाम मिलेंगे जहांऑटोडॉक में एक बार आप केवल स्टैंड अलोन डाउनलोड करते हैं वहीं स्विस डॉक वेबसर्वर के माध्यम से होता है ऑटोडॉक स्टैंड अलोन है जिसे हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं फिर इसे सेट कर सकते हैं और फिर इसे चला सकते हैं हम फाइल डॉकिंग लॉग फाइल डीएलजी फाइलें जो आपको अपने डॉकिंग के परिणाम देते हैं प्राप्त कर सकते हैं और यह आपको सभी नॉनबोंडेड इंटरेक्शन देता है आपको बाइंडिंग एनर्जी देता है और इसी प्रकार तो यह बहुत शक्तिशाली है अब अगर आप होमोलॉजी मॉडलिंग को देखें होमोलॉजी जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें आपके रुचि के प्रोटीन की 2 आयामी श्रंखला को देखने की जरूरत है प्रोटीन डेटा बैंक में पाए जाने वाले अन्य प्रोटीनों के साथ होमोलॉजी मॉडलिंग का सिद्धान्त क्या है तो यह जानकारी इस पीडीएफ में उपलब्ध है मैं आपको केवल इसका सारांश दे रहा हूं विकासक्रम के दौरान संरचना सबसे स्थिर रहती है और संबंधित श्रंखलाओ की तुलना में बहुत कम बदलती है तो संरचना लगभग समान ही रहती है भले ही श्रंखला में छोटे बदलाव हों जोकि विकास क्रम से मिले होंगे तो समान श्रृंखलाएं लगभग एक समान संरचनाओं को ही अपनाते हैं और कम संबंधित श्रंखला भी समान संरचना में फोल्ड होती है तो इसका मतलब है कि अगर समानता 30 या 40 ही है तब भी हम कह सकते हैं 3 आयामी संरचना लगभग समान होगी यहां तक कि अगर श्रंखला बदल भी जाती है तब भी संरचना सबसे स्थिर है यह सबसे पहले चोथिया और Lesk द्वारा पहचाना गया और बाद में सैंडर और श्नाइडर द्वारा निर्धारित किया गया तो यदि 2 श्रंखलाों की लंबाई और समान रेसिड्यू का प्रतिशत सुरक्षित क्षेत्र में आता है तो 2 श्रंखलाओं की लगभग एक समान संरचना को अपनाने की गारंटी होती है तो यदि एलाइंड मॉलिक्यूल की संख्या 150 है तो इस क्षेत्र को आप सेफ होमोलॉजी मॉडल कह सकते हैं और समान रेसिड्यू का प्रतिशत एलाइंड रेसिड्यू की संख्या हैं तो अगर मेरे पास 100 है जोकि जोड़कर लगभग 30 है तो संभावना है कि 3 आयामी संरचना इस पर ही होगी तो 2 श्रंखलाओं की लगभग एक ही संरचना में फोल्ड होने की गारंटी है यदि उनकी श्रंखला लंबाई और प्रतिशत श्रंखला एकदम उसी क्षेत्र में आते हैं तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास 150 अमीनो एसिड हैं और अगर यह 50 प्रतिशत श्रंखला है तो यह बहुत बढ़िया है और हम कह सकते हैं कि दोनों में समान संरचना होगी यहां तक कि हम ३५ तक नीचे जा सकते हैं फिर भी हम इसे कह सकते हैं कि वे उसी संरचना में आएंगे और तो होमोलॉजी मॉडलिंग में यह क्या है तो हम श्रंखला ए जो की 150 अमीनो एसिड लंबी है की संरचना जानना चाहते हैं तो हम श्रंखला ए की तुलना पीडीबी में जमा ज्ञात संरचनाओं की श्रंखला से ब्लास्ट कमांड का उपयोग करते हुए करेंगे आप केवल ब्लास्ट कमांड को लिखें अब हम श्रंखला बी को ढूंढते हैं जो 300 अमीनो एसिड लंबी हैं और जिसमें एकदम सही 150 मैच है तो श्रंखला समानता 50 है श्रंखला ए लक्ष्य कह लाता है श्रंखला बी को टेम्पलेट कहा जाता है तो हम टेम्पलेट बी के आधार पर ए की संरचना का निर्माण करेंगे लेकिन एक बार हम ब्लास्ट करेंगे पिछली कक्षा में मैंने आपको ब्लास्ट चलाने का तरीका दिखाया मैं आपको ब्लास्ट दिखाऊंगा तो यहां मैं आपको ब्लास्ट दिखाऊंगा जब आप ब्लास्ट चलाते हैं जैसे उदाहरण के लिए मैंने 5 लीपाक्सीजीनेज़के लिए ब्लास्ट किया है यह आपको बताता है कि कौन से वे विभिन्न प्रोटीन सीक्वेंस हैं जो मिल रहे हैं 100 98 से शुरू करते हुए तो आप विभिन्न जानवरों के 5 लीपाक्सीजीनेज़को देख सकते हैं गोरिल्ला मैक्का और इसी प्रकार तो आप काफी अधिक देख सकते हैं तो हम इनमें से किसी भी प्रोटीन को ले सकते हैं जिसे हम टेम्प्लेट कहते हैं और फिर लक्ष्य प्रोटीन को बनाते हैं और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया विकासक्रम की अवधारणा यानी कि यदि श्रंखला प्रतिशत समानता 35 से अधिक है तो 40 संभावना है कि वे समान संरचना बनाएंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो बल्कि इस प्रोटीन में से कोई भी हम ले सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा श्रंखला समानता हैं जैसा कि आप देख सकते हैं तो ब्लास्ट पहला कदम है जो की हम करते हैं यह पहचानने के लिए कि कौन से वे विभिन्न प्रोटीन हैं जिनमें बहुत ज्यादा श्रंखला समानता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह बहुत अधिक है तो इसे टेम्पलेट और श्रंखला कहा जाता है श्रंखला ए का उपयोग करते हुए आप बना सकते हैं टेम्पलेट का उपयोग करते हुए तो यह लक्ष्य कहलाता है तो हम टेम्पलेट पहचान प्रारंभिक एलाइनमेंट एलाइनमेंट सुधार करते हैं तो हमने आधार या बैकबोन का उपयोग किया है फिर हमें बैकबोन जेनरेशन लूप मॉडलिंग साइड चेन मॉडलिंग मॉडल ऑप्टिमाइजेशन मॉडल वैलिडेशन इन सभी चीजों को करना होगा जब हम होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं तो पहले आप श्रंखला की तुलना करेंगे फिर हम होमोलॉजी मॉडलिंग करेंगे तो उदाहरण के लिए हम स्विस मॉडल सॉफ्टवेयर कर सकते हैं यह होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है होमोलॉजी मॉडलिंग अच्छा काम करती है तो हम स्विस मॉडल को देख सकते हैं फिर कह सकते हैं कि मॉडलिंग शुरू किया जाए तो हम अपलोड लक्ष्य श्रंखला दे सकते हैं हम लक्ष्य श्रंखला अपलोड कर सकते हैं फिर टेम्पलेट्स खोज सकते हैं तो हम लक्ष्य श्रंखला अपलोड कर सकते हैं यह एक प्रोस्टाग्लैंडीन PGH2 और GH2 सिंथेस चूहे के लिए है मैं वह इनपुट कर सकता हूं यह लक्ष्य की श्रंखला है फिर आप टेम्पलेट खोज सकते हैं तो यह काम कर रहा है टेम्पलेट परिणाम है और यह ऐसा करता रहता है थोड़ा समय लेता है तो एक बार जब यह कर लेता है तो यह आपको यहाँ परिणाम देता है तो यह अलग आईडेंटिटी या पहचान कहता है हमारे पास एक प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेस है एक और टेम्पलेट इसी प्रकार एक और टेम्पलेट यह आपको श्रंखला पहचान भी देता है यह आपको यह भी बताता है कि एक्सरे का उपयोग करके संरचना कैसे प्राप्त की गई 21 एंगस्ट्रॉम का रेजोल्यूशन 283 इसी प्रकार इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है इसमें समय लग रहा है तो यह आपको बहुत सी चीजें देता है तो हम उनमें से एक को अपने टेम्पलेट के रूप में चुन सकते हैं और फिर अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं तो यदि हम उनमें से किसी एक पर क्लिक करें तो आपको अपने टेम्प्लेट की 3 डी संरचना मिलती है यह समय है जैसा आप देख सकते हैं हम किसी भी प्रोटीन के लिए कर सकते हैं इस प्रोटीन को देखिए इसमें यूनीप्रोट नंबर है तो हम इसे भी चला सकते हैं कोई समस्या नहीं है हम अब इस प्रोटीन को चलाते हैं मॉडलिंग शुरू करते हैं तो हम यूनीप्रोट नंबर दे सकते हैं अब यह प्रोटीन 5 लीपाक्सीजीनेज़ मानव 5 लीपाक्सीजीनेज़ है जो एराकिडोनिक एसिड को 5 htte में परिवर्तित करता है तो हम अन्य प्रोटीनों पर और उसके साथ भी देख सकते हैं यही क्रम है और फिर हम टेम्प्लेट खोज सकते हैं यह लक्ष्य है और यह टेम्पलेट है पहले में भी यह अभी भी एक प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेज़ के लिए चल रहा है हम टेम्पलेट खोज सकते हैं तो यह भी कर सकता है इसमें भी आने में समय लगता है हाँ इसमें समय लगता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे करते रहें एलाइनमेंट का अनुमान लगाता है कंजर्वेशन की स्थिति तो यह ऐसा करता रहता है थोड़ा समय लगता है क्योंकि यह बड़ी संख्या में प्रोटीन को देखने जा रहा है और फिर देखता है कि उस श्रंखला की तुलना कैसी है और फिर हम उनमें से एक का चयन कर सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे और हम जारी रखेंगे तो यदि आप 5 लीपाक्सीजीनेज़ के लिए करते हैं तो अब आपको विभिन्न प्रतिशत पहचान के साथ प्रोटीन की एक श्रेणी मिल सकती है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और 3 आयामी संरचना यह कैसे निर्धारित होती है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी यह विधि प्रयोग की जाती है कौन से लिगैंड मौजूद हैं इसमें आयरन होता है क्योंकि लिपोक्सिलेज में भी आयरन होता है और फिर मुझे लगता है कि इसमें यहां एराकिडोनेट होता है प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेज़ एंजाइम पीजीएच 2 यह भी आपको अलग अलग लिगैंड देता है जो यहां मिल जाते हैं यह एक डाईमर है और यदि आप यहाँ देखें तो मुख्यतः अधिकतर मोनोमर हैं तो यह आपको बहुत सारी जानकारी देता है आप अपनी रुचि के प्रोटीन का चयन कर सकते हैं जीहां हमें यहां कुछ परिणाम मिले हैं जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन जी एच 2 सिंथेज़ की श्रंखला को एलाइन करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इसके पास एक है हम इसे भी देख सकते हैं उदाहरण के लिए तो हमें यह प्रोटीन मिला है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपके द्वारा चुने गए टेम्प्लेट के आधार पर यह प्रोटीन है तो यदि आप चाहें तो हम उस प्रोटीन के साथ एक होमोलॉजी मॉडल दे सकते हैं फिर हम कह सकते हैं कि इस विशेष प्रोटीन के साथ मॉडल का निर्माण करें बिल्ड मॉडल इस प्रोटीन के लिए करें आप मॉडलिंग जॉब में हैं वह आपका टेम्पलेट है आपका लक्ष्य आपकी मूल श्रंखला है जो आपने दिया था तो यह एक होमोलॉजी मॉडल बनाएगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तो यहाँ यह 5 लीपाक्सीजीनेज़ के लिए भी दिया गया है तो इसे 5 लीपाक्सीजीनेज़ के लिए दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आयरन होगा क्योंकि लीपाक्सीजीनेज़ में आयरन होता है तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आयरन यहाँ है और आयरन यहाँ है तो यहां पर हमने कहा बिल्ड मॉडल तो यदि आप वहां मॉडल बनाना शुरू करते हैं तो हम उसे थोड़ा बाद में देखेंगे तो पहला चरण है अपनी श्रंखला को डेटा बेस में मौजूद प्रोटीन के साथ एलाइन करना तो हम इस विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं यह अभी भी अच्छा है यह स्विस मॉडल सॉफ्टवेयर है एक बार हम अपने हिसाब से सबसे अच्छा ले लेते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि बिल्ड द मॉडल तो हम उस टेम्प्लेट का उपयोग करके होमोलॉजी मॉडल प्राप्त करेंगे अभी एक एराकिडोनिक एसिड भी मिला इसने एक मॉडल बनाया है तो यह आपको मॉडल की गुणवत्ता बताता है यह आपको बताता है कि मॉडल की गुणवत्ता कैसी है दोनों लक्ष्य और टेम्पलेट के साथ लोकल सिमिलरिटी या समानता और फिर यह तुलना भी करता है रेसिड्यू की संख्या की तुलना Z स्कोर के रूप में की गई है तो यह आपके लक्ष्य मॉडल की तुलना टेम्पलेट का उपयोग करके करता है और इस प्रकार हमें 2 आयामी श्रंखला के आधार पर एक मॉडल मिला है तो स्विस मॉडल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो उपयोग करता है 3 डी संरचना को पहचानने और प्राप्त करने के लिए एक अन्य सॉफ्टवेयर भी है जिसे टारगेट प्रेडिक्शन कहा जाता है और जिसे स्विस टारगेट का उपयोग करते हुए कहा जाता है यदि एक लिगैंड दिया गया है तो यह बताता है कि लिगैंड के लिए संभावित लक्ष्य क्या हैं तो उदाहरण के लिए होमसेपिएन्स में तो यहाँ हम इस बॉक्स में एक स्माइलस रख सकते हैं या एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं तो यह आपको बताता है कि विभिन्न लक्ष्य और संभावित लक्ष्य क्या हैं जो की आपको संरचना और गतिविधि प्रकार का संबंध बताते हैं मैं उन स्माइलस को कैसे ले सकता हूं उदाहरण के लिए मैं एस्पिरिन लेता हूं तो यह एस्पिरिन के लिए स्माइलस है तो टारगेट प्रेडिक्शन डेटाबेस पर जाएं तो हम स्माइल्स को पेस्ट करते हैं तो यह एस्पिरिन है जैसा कि आप देख सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सबमिट करें तो यह आपको संरचनात्मक समानता के आधार पर एस्पिरिन के लिए संभावित लक्ष्य प्रदान करता है तो यह भी बहुत उपयोगी डेटाबेस है क्योंकि यदि आप मॉलिक्यूल्स के साइड इफेक्ट प्रोफाइल को देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं क्योंकि आपके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ मॉलिक्यूल जाकर जुड़ सकता है तो इसने टारगेट दे दिया है और आप प्रोस्टाग्लैंडीन देख सकते हैं क्योंकि एस्पिरिन इन्फ्लेमेशन के एराकिडोनिक एसिड पाथवे में आता है COX 1 इसे प्रोस्टाग्लैंडीन सिंथेज़ 1 और सिंथेज़ 2 कहा जाता है COX 1 COX 2 यह दोनों COX 1 और COX 2 एंजाइमों पर जुड़ता है और फिर अन्य सोडियम आधारित ट्रांसपोर्टर्स पर यह आपको कई अन्य संभावित अधिकतर ट्रांसपोर्टर्स देता है यहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स है और एंजाइम मुख्यतः 33 और फिर ट्रांसपोर्टर्स 47 हैं तो यह बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स के पास जा सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यह सर्वर भी बहुत उपयोगी है क्योंकि यह आपको संभावित लक्ष्यों को देता है तो संभावना लगभग 50 तक है और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल COX 1 और COX 2 100 इसकी अच्छी जानकारी है दूसरे ट्रांसपोर्टर्स 50 तो बहुत से ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं जिनमें एस्पिरिन जा कर जुड़ सकता है तो यह सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है जिसका कि हम प्रयोग करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने कई सॉफ्टवेयर्स होमोलॉजी मॉडल और फिर अपने लक्ष्य के 3 डी संरचना का निर्माण टेम्पलेट का उपयोग देखा तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि डॉकिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाए विशेष रूप से ऑटोडॉक तो हम अगली कक्षा में देखेंगे कि ऑटोडॉक का उपयोग कैसे किया जाए क्योंकि ऑटोडॉक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो लिगैंड प्रोटीन डॉकिंग को देख सकता है और जब एक बार हमारे पास 3 आयामी संरचना होती है तो हम उपयोग कर सकते हैं होमोलॉजी मॉडल सॉफ्टवेयर्स या स्विस मॉडल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं अपने प्रोटीन के श्रंखला को ज्ञात प्रोटीन के 3 डी संरचनाओं के साथ एलाइन करने के लिए और फिर उन टेम्प्लेट से हम आपके लक्ष्य की 3 डी संरचना को बना सकते हैं और फिर एक अच्छी संरचना प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम ऑटोडॉक में जाएंगे और फिर देखेंगे कि यह डॉकिंग कैसे होती है हम बाइंडिंग एनर्जी का अनुमान लगा सकते हैं और वास्तव में इसी प्रकार का तो अगली कक्षा में हम इस डॉकिंग के विषय को जारी रखेंगे आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद